तो वापस स्वागत है और यह लैक्चर नंबर 53 है और आज हम ऑर्डर 1 और डिग्री 1 के डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन पर फिर से अपनी चर्चा जारी रखेंगे आज का विषय इग्ज़ैक्ट डिफ़्रेंशियल इक्वैशन होगा इसलिए हम मुख्य रूप से इन इग्ज़ैक्ट डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन के परिचय की तलाश करेंगे और यह भी कि इग्ज़ैक्ट डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन के सोल्यूशन कैसे प्राप्त करें तो इग्ज़ैक्ट डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन क्या हैं यदि यह M और N x और y के फंकशन हैं तो यह इक्वैशन Mdx प्लस Ndy को इग्ज़ैक्ट कहा जाता है यदि कोई फंक्शन मौजूद है तो यह dfxyMdxNdy है इसलिए यदि कोई फ़ंक्शन मौजूद है तो f x y दो वैरिएबल का फंक्शन जिसका डिफ़ेरेन्शियल बिल्कुल यही MdxNdy है बस याद करने के लिए कि फ़ंक्शन का डिफ़ेरेन्शियल क्या था f x इसलिए जिस डिफ़ेरेन्शियल पर हमने पहले से ही दो वरीयबल की गणना में चर्चा की है तो इस दो वरीयबल के एक फंकशन का डिफ़ेरेन्शियल ∂f∂xdx∂f∂ydyMdxNdy तो इसका मतलब है अब हम जो देख रहे हैं हम एक ऐसे फ़ंक्शन की तलाश कर रहे हैं जिसका डिफ़ेरेन्शियल बिल्कुल इस डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन या बल्कि इस डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन के लेफ्ट हेंड साइड है और तब हम इस डिफ़ेरेन्शियल इक्वैशन को इग्ज़ैक्ट डिफ़ेरेन्शियल कहते हैं क्योंकि यह कि डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन बिल्कुल किसी फ़ंक्शन का डिफ़ेरेन्शियल है और एक बार जब हमें ऐसा फ़ंक्शन मिलता है तो इंटिग्रेशन बहुत आसान होता है क्योंकि हमारे यहाँ f का डिफ़ेरेन्शियल इस f का डिफ़ेरेन्शियल है 0 के बराबर और फिर सोल्यूशन यह होगा कि एफ कॉनस्टन्ट के बराबर है तो एक मुख्य काम इस फ़ंक्शन को खोजना है जिसका डिफ़ेरेन्शियल बिल्कुल इस दिए गए डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन है तो या तो हम यह पाते हैं जिसका डिफ़्रेंशियल यह है या सेकंड शब्दों में जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की है कि इस डिफ़्रेंशियल को परिभाषित किया गया है ∂f∂xdx∂f∂ydyMdxNdy इसलिए डिफ़्रेंशियल इक्वैशन के इग्ज़ैक्ट होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त स्थिति के बारे में यहाँ एक अच्छा परिणाम है और डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन के लिए आवश्यक और पर्याप्त स्थिति यहाँ Mdx Ndy 0 होने के लिए ठीक यही एक है यहाँ ∂M∂y∂N∂x तो इस फ़ंक्शन M का पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ इस फ़ंक्शन N के पार्शियल डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए और फिर न केवल पर्याप्त है बल्कि यह भी आवश्यक है तो हमारे यहां दोनों तरीके हैं कि यह स्थिति एक डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन की इग्ज़ैक्टता के लिए भी आवश्यक है और यह स्थिति एक डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन की इग्ज़ैक्टता के लिए भी पर्याप्त है इसलिए चूंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है इसलिए हम इसके प्रमाण से भी गुजरेंगे तो हम मान लेते हैं कि यह शर्त आवश्यक है कि यदि दिया गया डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन इग्ज़ैक्ट है तो ∂M∂y∂N∂x तो इक्वैशन को इग्ज़ैक्ट होने दें इसलिए हम मान लेते हैं कि इक्वैशन इग्ज़ैक्ट है और फिर हम साबित करेंगे कि यह स्थिति है तो यहाँ अगर यह इक्वैशन इग्ज़ैक्ट है तो हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसमें दो वेरिएबल का फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशियल इग्ज़ैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा के अनुसार यह M dx N डाई होगा इसलिए यदि डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन इग्ज़ैक्ट है तो हमारे पास यह होना चाहिए ∂f∂xdx∂f∂ydy इस दिए गए डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन के बराबर है और अब इस dx और डाई के कोएफ़्फिसिएंट की बराबरी कर रहे हैं इसलिए हमारे पास यह dx है और दाएं बाएं भी हमारे पास dx है और फिर हमारे पास यहां यह डाई है और हमारे पास भी dy है इसलिए हम बराबरी कर सकते हैं क्योंकि यह अब बराबर होना चाहिए

तो अब इन कोएफ़्फिसिएंट की समानता dx और dy को बताएं हम यहां क्या प्राप्त कर रहे हैं

इसलिए अब हमें यह जानने की आवश्यकता है कि यह f लगातार सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव तक बना रहेगा क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की समानता को मान लेना चाहते हैं और इसके लिए यह मान लेना पर्याप्त है कि f लगातार सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है इसलिए अब इसलिए हम इसे प्राप्त करते हैं ∂M∂y2f∂y∂x⟹∂M∂y∂N∂x सेकंड ऑर्डर के इस कॉन्टिन्यूइटी को पार्शियल डेरिवेटिव स्टैंडर्ड हम इस डिफ़ेरेन्शियल के ऑर्डर को उलट भी सकते हैं जिसका अर्थ है कि यह 2f∂x∂y के बराबर है तो यहाँ इस 2f∂x∂y से अब हम यहाँ से यह पता लगा सकते हैं कि यह कुछ भी नहीं है लेकिन ∂N∂xक्योंकि यह ∂N∂x यहाँ ∂N∂x होगा 2f∂x∂y और यह 2f∂x∂y इसलिए हमने इस N∂x के साथ यहां प्रतिस्थापित किया है तो हमें पहले ही यह शर्त मिल गई है ∂N∂x के बराबर होना चाहिए और यह आवश्यक शर्त है क्योंकि हमारे पास एक शुरुआत है जो दिए गए इक्वैशन के साथ इग्ज़ैक्ट है और फिर हमें मिला कि यह आधुनिक स्थिति होनी चाहिए और अब हम सेकंड तरीके से देखेंगे कि अगर यह स्थिति है तो हम दिखाएंगे कि इक्वैशन इग्ज़ैक्ट है और हम इस आवश्यक और पर्याप्त स्थिति के प्रमाण को पूरा करेंगे इसलिए अब हम यह मानते हैं कि दी गई स्थिति पर्याप्त है जिसका अर्थ है कि हम मानते हैं कि हमारी यह स्थिति है या यह स्थिति है और फिर हम दिखाएंगे कि यह MdxNdy इग्ज़ैक्ट है इसलिए यह दिखाने के लिए कि यह ठीक है कि हमें मूल रूप से एक फ़ंक्शन f प्राप्त करना है जिसका डिफ़ेरेन्शियल बिल्कुल इस MdxNdy है इसलिए इसका मतलब है हमें यहां एक फ़ंक्शन खोजने की आवश्यकता है fxy जैसे कि इस फ़ंक्शन का यह डिफ़ेरेन्शियल MdxNdyसे बराबर है तो इस तरह के एक फंक्शन के निर्माण के लिए तो यह अब थोड़ा सैद्धांतिक है तो आप इस gxy∫Mdx पर एक फंक्शन लेंगे तो यह इस फ़ंक्शन की निर्माण प्रक्रिया है तो यहाँ हम इस फंक्शन g को इस M के इंटेग्रल अंग के रूप में लेते हैं तो इस इंटीग्रल का मतलब यहाँ क्या है यह इस ∂g∂xM का डेरिवेटिव है क्योंकि हमारे यहां x के संबंध में सिर्फ इंटेग्रल है और हम यहां भेदभाव करते हैं तो इस संबंध से ∂g∂x स्वयं आपको यह एम इसलिए ऐसा g होने से अब हम पहले दिखाएंगे कि हम वास्तव में इस एफ का निर्माण करते हैं जिसका डिफ़ेरेन्शियल Mdx Ndy है हम यह देखेंगे कि यह फंक्शन यहाँ N ∂g∂y है तो N डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ दिए गए फंक्शन है और माइनस दिस कंस्ट्रक्टेड फंक्शन और y के संबंध में इसकी डेरिवेटिव है और अगर हम इस डिफ़ेरेन्शियल को लेते हैं तो यह फंक्शन y का एक फंक्शन है जिसे हम अभी दिखाना चाहते हैं तो इस अर्थ को दिखाने के लिए हमें केवल x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव प्राप्त करना होगा और यदि यह 0 आता है तो इसका मतलब है यह x से मुक्त है और यह अकेले y का एक फंक्शन है तो ये अब दिए गए हैं gxy∫Mdx ∂g∂xM और हम इस फ़ंक्शन के इस पार्शियल डेरिवेटिव पर विचार करना चाहते हैं ∂xN ∂g∂y0 कि अब हम दिखाएंगे और यह हम बताएंगे कि यह अकेले y का एक फंक्शन है कोई ∂xN ∂g∂y0नहीं है तो अब यहाँ यह ∂N∂x 2g∂x∂y है तो सेकंड ऑर्डर मिक्स्ड डेरिवेटिव की इस समानता को फिर से मानते हुए ∂xN ∂g∂y∂N∂x 2g∂x∂y ∂N∂x 2g∂y∂x ∂N∂x ∂y∂g∂x ∂N∂x ∂M∂y0 अब विचार करें fgxyN ∂g∂ydy dfMdxNdy fgxyN ∂g∂ydy ∂fdgdN ∂g∂ydy ∂g∂xdx∂g∂ydy∂xN ∂g∂ydydx∂yN ∂g∂ydydy ∂g∂xdx∂g∂ydyNdy ∂g∂ydy MdxNdy इसलिए हमने अब देखा है कि MdxNdy के डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन के लिए यह आवश्यक और पर्याप्त स्थिति इग्ज़ैक्ट है कि ∂N∂x के बराबर होना चाहिए इसलिए हमें इस स्थिति की इग्ज़ैक्ट ता के लिए जांच करने की आवश्यकता है और एक बार जब हम यह जान लेते हैं कि इक्वैशन इग्ज़ैक्ट है तो हमें किसी भी तरह से इस f का निर्माण करना होगा जिसका डिफ़ेरेन्शियल दिया गया डिफ़ेरेन्शियल MdxNdy है और अगर यह इग्ज़ैक्ट नहीं है तो हमें कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा या डिफ़ेरेन्शियल इक्वैशन का सोल्यूशन निकालना होगा ठीक है बस एक टिप्पणी यहाँ MdxNdy डिफ़ेरेन्शियल इक्वैशन को हल करती है इसलिए एक बार जब हम यह जान लेते हैं कि इक्वैशन इग्ज़ैक्ट है इसका मतलब है यह df 0 क्योंकि एक फ़ंक्शन f है जिसका डिफ़ेरेन्शियल यह MdxNdy है तो इस df 0 का अर्थ है और सोल्यूशन तो हम f के संदर्भ में लिख सकते हैं कि f एक कोंस्टंट है क्योंकि इस फ़ंक्शन का डिफ़ेरेन्शियल 0 है इसलिए यह फंक्शन कोंस्टंट होना चाहिए यहाँ कोंस्टंट के बराबर हो सकता है तो f इस इक्वैशन से देखने के लिए बराबर है df 0 हम उस f c को प्राप्त कर रहे हैं तो यह वह संबंध है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं और यह इस डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन का सोल्यूशन है c c के बराबर है यह इस इग्ज़ैक्ट डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन का सोल्यूशन है तो बस फिर से ध्यान दें कि यह हमारे निर्माण के अनुसार f था इस Mdx का इंटेग्रल एक शब्द था और फिर हमारे पास यह इंटेग्रल शब्द भी है यह f है जिसे हमने अभी पहले बनाया है तो यह हमारा खेद है यहाँ यह हमारे यहाँ एफ है और हमने उसे सैद्धांतिक रूप से निर्मित किया है और हम वास्तव में इसे बाहर क्या कर सकते हैं हमारे पास नोटिस भी है या हमने वहां दिखाया है कि यदि यह इक्वैशन इग्ज़ैक्ट है तो यह एन माइनस डेल g ओवर डेल y केवल y का एक फ़ंक्शन है और फिर कई पाठ्यपुस्तकों में एक निर्देशिका का भी उपयोग किया जाता है इसलिए यहां हम सीधे दिए गए डिफरेंशियल इक्वैशन के लिए हल लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वैशन इग्ज़ैक्ट है तो यहाँ Mdx का इंटेग्रल एम दिया गया है तो हम Mdx के इंटेग्रल का पता लगा सकते हैं MdxN ∂g∂ydyc इसमें सेकंड भाग के लिए क्योंकि यह थोड़ा जटिल है यहाँ मूल्यांकन करने के लिए हमें पहले जी और पार्शियल डेरिवेटिव और N माइनस सेट करना होगा तो निर्देशिका का मामला जो कि यहाँ से बिल्कुल ही आता है कि हम जानते हैं कि यह अकेले y का एक फंक्शन है इसलिए हम इस N से क्या लेते हैं क्योंकि N यह कुछ है जिसे हमें इसे निकालना है ताकि यह अकेले y का फंक्शन बन जाए तो N की शर्तों को यदि हम यहाँ लेते हैं जिसमें x का अर्थ नहीं है तो इस N की शर्तें जिसमें केवल y समाहित है तो यहां एक्स नहीं होना चाहिए तो केवल y की शर्तें यदि हम N से लेते हैं और फिर इसे यहां इंटीग्रत करते हैं जो कि दिए गए डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन का सोल्यूशन है N ∂g∂yisafunctionofyonly MdxtermofNnotcontainingxdyc इसलिए हम उदाहरण में यह भी देखेंगे कि कोई भी इस निर्देशिका का उपयोग कर सकता है लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक बार जब हम जानते हैं कि इक्वैशन इग्ज़ैक्ट है तो हमें केवल एक फ़ंक्शन ढूंढना होगा जिसका डिफ़ेरेन्शियल यह है और एक और व्यवस्थित दृष्टिकोण है इस एफ को यहां लाने के लिए काम करता है तो हमें उस मामले में इस प्रत्यक्ष सूत्र का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है तो आइए हम यहां उदाहरण के माध्यम से चलते हैं x2 4xy 2y2dxy2 4xy 2x2dy0 Mx2 4xy 2y2 Ny2 4xy 2x2 ∂M∂y 4x 4y∂N∂x यह समीकरण इग्ज़ैक्ट है इसलिए वहाँ एक फ़ंक्शन fxy ऐसा मौजूद है dfxy∂f∂xdx∂f∂ydy MdxNdy तो दिए गए समीकरण इग्ज़ैक्ट है तो हम जानते हैं कि एक फ़ंक्शन f मौजूद है जिसका डिफ़ेरेन्शियल बिल्कुल यहाँ दिया गया है ∂f∂xx2 4xy 2y2 ∂f∂yy2 4xy 2x2 इसलिए अब हमारे साथ ये दो संबंध हैं ∂f∂xx2 4xy 2y2 ∂f∂yy2 4xy 2x2 x के आधार से इंटेग्रेशन fx33 2x2y 2xy2c1 y के आधार से इंटेग्रेशन ∂f∂y 2x2 4xyc1y y2 4xy 2x2 ⟹c1yy2 ⟹c1yy33c2 सॉल्यूशन fc3 इसलिए एक बार हमारे पास f है हम सोल्यूशन को लिख सकते हैं क्योंकि f कॉन्स्टन्ट के बराबर है तो सॉल्यूशन f होगा कुछ कॉनस्टन्ट c3 के बराबर है हमने इसे नाम दिया है क्योंकि c2 हमने पहले ही उपयोग किया है तो c3 और इसका मतलब है कि अब आप इस f इक्वेशन में इस इक्वैशन में यहाँ c1 को प्रतिस्थापित करके हमारा f है तो यह यहाँ f है और c2 के साथ c3 के बराबर है अब c2 और c3 वे दो डिफरेंट ऑर्बिटरी कॉन्स्टन्ट हैं लेकिन हम एक में मर्ज कर सकते हैं और इसका अर्थ है कि यह इक्वेशन का हल है वास्तव में हमने इस इक्वैशन को 3 से गुणा किया है तो पाने के लिए ⟹x33 2x2y 2xy2y33c2c3 x3 6xyxyy3c तो यह इस डिफ़ेरेन्शियल इक्वैशन का सोल्यूशन है जिसे हमने c1 को प्रतिस्थापित करने पर विचार किया है जो हमें मिला है और फिर हम दिए गए डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन के सोल्यूशन को लिख सकते हैं अब सवाल यह है कि यदि हम उसी प्रक्रिया का पालन करते हैं जब इक्वैशन इग्ज़ैक्ट नहीं होता है तो हम किस बिंदु पर समस्या को प्राप्त करेंगे या हम कहाँ अटकेंगे और जहाँ हम महसूस करेंगे कि ऐसी f मौजूद नहीं है इसलिए अगर गलती से इससे पहले कि हम उस बिंदु पर जाएं उस डायरेक्ट एप्रोच का उपयोग करके जो हमने पहले लिखा है कि हमारे पास एक डायरेक्टर फॉर्म्युला भी है तो यह दिया गया डिफ़ेरेन्शियल इक्वैशन है x2 4xy 2y2dxy2 4xy 2x2dy0 और सोल्यूशन हम इस तरह से सीधे लिख सकते हैं MdxtermofNnotcontainingxdyc तो यहां यह है x2 4xy 2y2dxy2dyc ⟹x33 2x2y 2xy2y33c तो यह इग्ज़ैक्ट डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन के सोल्यूशन को प्राप्त करने के लिए इस सूत्र का उपयोग कर सकता है और अब हम अब उस चर्चा पर वापस लौटेंगे जो मैंने पहले ही शुरू कर दी है यदि प्रश्न इग्ज़ैक्ट नहीं है इसलिए उदाहरण के लिए हम इस इक्वैशन पर विचार करेंगे और हम पहले देखेंगे कि यह इक्वैशन इग्ज़ैक्ट नहीं है और इसलिए इसे ऊपर बताई गई विधि के अनुसार सॉल्व नहीं किया जा सकता है और मुख्य बिंदु यह है कि हम देखेंगे कि जहां हमें समस्या मिलेगी अगर हम मान लेते हैं कि यह कुछ फ़ंक्शन f का डिफ़ेरेन्शियल है तो वास्तव में किस बिंदु पर हम महसूस करेंगे कि इक्वैशन इग्ज़ैक्ट नहीं है यदि उदाहरण के लिए हमने नहीं किया इग्ज़ैक्ट ता के लिए यहां स्थिति की जांच करें और वायु सेना के डिफ़ेरेन्शियल को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें3xyy2dxx2xydy0 तो फिर क्या होगा तो बस यहां जांच करने के लिए ∂M∂y∂N∂x यह मामला नहीं है तो वे समान नहीं हैं और फिर दिए गए इक्वैशन इग्ज़ैक्ट डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन नहीं है ⟹3x2y≠2xy लेकिन आप अब ठीक उसी तरह आगे बढ़ेंगे जैसे हमने उस साधन से पहले किया है ∂f∂x3xyy2 ∂f∂yx2xy इसलिए इन दो स्थितियों के साथ अब हम इसे इस x के संबंध में यहाँ इंटीग्रेट करेंगे इसलिए f32x2yy2xc1 ∂f∂y32x22yxc1y x2xy c1y x22 xy⏟dependsonxy लेफ्ट हेंड साइड हम बता रहे हैं कि यह y का एक फंकशन है राइट हेंड साइड भी हमें इस इक्वैशन में x मिल रहा है जबकि पिछले एक में जब इक्वैशन इग्ज़ैक्ट होगा तो हमें x के फंकशन के रूप में यह कभी नहीं मिलेगा यहाँ हम केवल y शब्द प्राप्त करेंगे तो यहां यह x और y पर निर्भर करता है और हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यह एक असंगत है यहाँ हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि लेफ्ट हेंड साइड यह बताया जा रहा है कि यह y का सब कुछ है और राइट हेंड साइड हम x और y का फंक्शन कर रहे हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यह इनकॉनसिस्टन्ट इक्वैशन है और इसलिए हम ऐसा एफ नहीं खोज सकते हैं जिसका डिफ़ेरेन्शियल दिया गया डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन है इसलिए यह केवल यह प्रदर्शित करने के लिए था कि अगर गलती से जाँच किए बिना हम यहाँ आगे बढ़ें तो हम ऐसा पता लगाने की कोशिश करेंगे जिसका डिफ़ेरेन्शियल यह दिया गया डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन है तो हम इस बिंदु पर बिल्कुल अटक जाएंगे जहाँ हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और इसलिए ऐसी एफ नहीं है मौजूद तो कोंक्लुसन यह है कि डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन के इग्ज़ैक्ट होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्तें ∂M∂y∂N∂x हैं और एक बार जब हम जानते हैं कि इक्वैशन यह इग्ज़ैक्ट है तो हम पता लगा सकते हैं कि यह डिफ़ेरेन्शियल किसका है MdxNdy और फिर हम सोल्यूशन को लिख सकते हैं क्योंकि f कुछ कोंस्टंट के बराबर है तो यह डिफ़ेरेन्शियल इक्वैशन की इग्ज़ैक्ट ता की जांच करने वाले सोल्यूशन को खोजने की प्रक्रिया है और अगले व्याख्यान में हम जारी रखेंगे यदि दिए गए डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन इग्ज़ैक्ट नहीं हैं तो हमें इस सोल्यूशन को प्राप्त करने के लिए किस विधि की प्रक्रिया करनी चाहिए dfxyMdxNdy SOLUTION fc ये यहाँ उपयोग किए गए संदर्भ हैं और ध्यान देने के लिए धन्यवाद